इस डिज़ाइन थिंकिंग पाठ्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है आपके साथ पिछले कुछ सप्ताह बेहद शानदार रहे है अब हम डिज़ाइन थिंकिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को आपसे साझा करने जा रहे हैं यह डिज़ाइन थिंकिंग का एक बहुत ही रोमांचक हिस्सा है हमने अब तक दो चरणों को देखा है पहले चरण मे हम एक ग्राहक या एक उपयोगकर्ता के रूप मे नज़र आए जो अपने ग्राहक या उपयोगकर्ता की मदद करने की कोशिश करते है यह चरण सहानुभूति चरण था इस चरण मे आप अपने ग्राहक और उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जान पाये आपको उनका साक्षात्कार करने को मिला आप जान पाये कि वे किन चीज़ों से किन परेशानियों से गुज़र रहे हैं जिसमे आप उनकी मदद कर सकते हैं दूसरा चरण विश्लेषण चरण था विश्लेषण चरण जहां हमे दो तकनीकों के साथ पता चला कि हम फाइव व्हयस के साथ क्यों आगे बढ़े मल्टी व्हयस तकनीक मे हम वाइ यानि क्यों की श्रृंखला बनाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं की समस्याओं का मूल कारण क्या है और विभिन्न स्तर पर ग्राहक के साथ क्या चल रहा हैं क्यो वह इस तरह की समस्या से गुज़र रहे हैं क्यों वह ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें हमारे जैसे लोगों से मदद की आवश्यकता है तो अब जब की हम जान चुके हैं कि कारण क्या है तो अपने अगले कदम के तौर पर हमे यह देखना होगा की हम इसे कैसे दो पक्षों दो चीजों एक मानव और एक चीज या दो मनुष्यों के बीच संघर्ष के रूप में देख सकते है जैसे उदधारण के तौर पर व्यक्ति A कुछ चाहता है और व्यक्ति B कुछ और ही चाहता है तो हम इसे दोनों के दृष्टिकोण से कैसे देख सकते हैं और कैसे हम इन दोनों व्यक्तियों के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं अगर हम एक व्यक्ति की मदद करते हैं तब भी हमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को भी समझने की आवश्यकता है तो अब तक हमने जो किया वो यह की समस्या को जड़ से समझने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है और फिर समस्या को हल करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया तो इस तरह अब हम डिजाइन थिंकिंग के तीसरे चरण मे है जहां हम समाधान को अपनाने कि कोशिश करेंगे जो हमारे संघर्ष की स्थिति को संबोधित करेगा तो इसलिए जब भी आपको कोई विचार आए चाहे वो विचार आपको अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हुए आए या अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करते हुए किसी पत्रिका को पढ़ते हुए आए या किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए उस विचार को आप संभाले तथा मेरी आपको सबसे अच्छी सलाह यह होगी कि आप अपने विचार को लिख ले लिख लेने से आप अपने विचार पर बाहरी अंतर्दृष्टि भी प्राप्त कर सकेंगे हमारे मस्तिष्क का वह भाग जो विचार उत्पन्न करता है एक सुपर फास्ट जीनियस कि तरह है जो चीजों को बहुत जल्दी और तेजी से लेता है और इसी लिए विचार आते ही उसे लिख लेने से आपको काफी मदद मिल सकती है अपने विचारों को नोट करने के लिए आपके पास कोई उच्च तकनीक का होना जरूरी नहीं है आप यह एक कागज़ के टुकड़े पर भी लिख सकते हैं तो डिज़ाइन थिंकिंग के इस स्टेज पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने विचारों के उत्पन्न होते ही उन्हे लिख लेना चाहिए तो अभी हम जहां है उसे समाधान चरण कहते हैं अब मैं आपको यहाँ से बहुत दूर और समय मे बहुत पीछे ले जाना चाहूँगा मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं लेकिन हमारी इस कहानी मे जिस स्थान पर मैं आपको ले जाने कि बात कर रहा हूँ वो जगह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह दृश्य कहाँ का हो सकता है वास्तव में यह काफी आसान है जिस तरह से लोगों को आप फोटो में कपड़े पहने हुए देख रहे है और जिस तरह से चारों ओर बर्फ और घने जंगल हैं हाँ आपने सही अनुमान लगाया यह रूस में साइबेरिया है यह तस्वीर चालीस के दशक के आसपास की है जब हमारी कहानी की शुरूआत होती है और जैसा कि अब तक आपने जगह के बारे मे सही अनुमान लगाया मैं चाहूँगा कि आप एक और अनुमान लगाए की हम इस तस्वीर मे किस तरह की जगह को देख रहे हैं क्या यह बस स्टॉप है क्या यह रेलवे स्टेशन है क्या यह एक बंदरगाह है क्या यह बर्फ से जमी हुई झील है आखिर यह जगह है क्या तो आप एक पल के लिए सोचिए कि हम किस तरह की जगह को देख रहे हैं कोई अंदाज़ा लगाइए नहीं तो चलिये मैं ही बता देता हूँ यह एक जेल है यह जगह एक जेल जैसी प्रतीत नहीं होती है न न कोई ऊंची दीवार न कोई मशीन गन लिए हुए गार्ड्स यह एक बहुत ही अपरंपरागत है या मैं यू कहूं कि यह एक बहुत ही अपरंपरागत प्रकार की जेल लग रही है यह अपने समय की बहुत ही बदनाम गुलाग जेल है जो की बेहद यातनापूर्ण जगह थी मेरे अनुमान से आप यहाँ इस जेल मे दीवारों को नहीं देख रहे हैं क्योंकि शायद इस जगह के आसपास सैकड़ों मील की दूरी पर कुछ भी नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए संभवतः सबसे गर्म जगह शायद वहां यह जेल ही है तो किसी भी व्यक्ति के लिए इस सर्द मौसम मे जहां बाहर का तापमान मेरे अनुमान से शून्य से 40 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जेल के अंदर रहना ही बेहतर होगा मेरी यह कहानी 40 के दशक से शुरू होती है 1940 में अल्त्शुलर नाम का एक युवा आविष्कारक इस जेल में कैद था तो चलिये आपको समय मे कुछ वर्षों पीछे ले चलते हैं जहां युवा अल्त्शुलर को एक महान आविष्कारक के रूप में जाना जाता था जब वे अपनी किशोरावस्था में थे तभी उन्होंने अपना पहला आविष्कार फ़ाइल कर दिया था वो किसी भी समस्या को अलग ढंग से देखते थे और उस समस्या को महसूस कर उसके समाधान के लिए आविष्कार करने मे जुट जाते थे वह ऐसे ही उर्वर दिमाग के धनी थे और खासकर तब जब उस समय संसाधन की कमी थी और चीजें सरलता से नहीं हो सकती थीं वह हमेशा से एक बहुत अलग तरह के व्यक्ति थे उन्होंने एक पेटेंट कार्यालय में काम करना शुरू किया पेटेंट विचार का एक सरकारी संरक्षण है जैसा की अचल संपत्ति के संरक्षण के लिए किया जाता है जहां आप एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह संपत्ति मेरी या मेरे लोगों की है उसी तरह पेटेंट एक बौद्धिक संपदा के लिए किया जाता है जहां आप कह सकते हैं कि यह मेरा विचार है और सरकार प्रमाण देती है कि हाँ उसने इस विचार को पहले प्रस्तुत किया था तो इस आदमी को उस विशेष विचार का पेटेंट प्राप्त है तो हमारे आविष्कारक ने वास्तव में एक पेटेंट कार्यालय में काम करना शुरू कर दिया जिससे वह बहुत उत्साहित थे क्योंकि वह लोगों के आविष्कारों की जानकारी से भरे हजारों कागज़ों से घिरे रहते थे लोगों के महान विचारों को पेटेंट के लिए इन्ही पन्नों पर सभी विवरणों के साथ प्रस्तुत किया जाता था वह हर पन्ने को ऐसे ध्यान पूर्वक और रोचकता से पढ़ते थे जैसे कि आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हो पेटेंट कार्यालय मे उन्हे अपना काम बेहद पसंद था वह अपने काम को लेकर बेहद उत्साहित थे और धीरे धीरे उन्हे यह एहसास होने लगा कि वहाँ कुछ अजीब चल रहा है उन्हे वहाँ पेटेंटस में कुछ प्रतिरूपों का पता लगा ये अजीब था क्योंकि वह जो पेटेंट के कागजात पढ़ रहे थे वह अलग अलग डोमेन जैसे की एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स या उस समय जो कुछ भी था से जुड़े थे मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक्स चालीस के दशक के आसपास थी की नहीं लेकिन जो कुछ भी उस समय विकसित देखा गया उसमे उन्होंने पाया कि पैटंट के लिए दायर सभी कागजातों के बीच काफी समानताएं थीं उन्होंने इन सब बातों को नोट कर पाया कि इन सभी पटेंट्स मे कुछ प्रकार की समस्याएं थीं जो एक निश्चित प्रकार में निश्चित तौर पर हल की जा सकती थीं इससे पहले भी वह इस तथ्य से परेशान थे कि जैसे अन्य सभी विज्ञान के विषयों के पास एक निश्चित सूत्र होता हैएक निश्चित तरीका होता है लेकिन जब किसी भी समस्या को हल करने की बात आती है तो लोग अंतर्ज्ञान पृष्ठभूमि और अनुभव पर निर्भर होने लगते हैं और सूत्र को विकसित करने के बारे में कोई नहीं सोचता था जैसे कि हमारे पास गणित या रसायन विज्ञान के उदाहरण हैं जहां हल को प्राप्त करने के लिए हम सूत्रों पर निर्भर हैं उनका मानना था की अगर इसी तरह किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए आविष्कार करने का भी एक फार्मूला हो तो वास्तव मे मैं किसी को भी सिखा सकता हूं और इससे लोग भी समस्याओं को हल करने मे बेहतर हो सकते हैं वह वास्तव में इसके प्रति आसक्त थे इतना कि वह हर वक़्त नए सूत्र की खोज मे रहते थे और एक व्यवस्थित तरीका बनाने मे जुट गए थे इसके लिए उन्होने धीरे धीरे समस्याओं और समाधानों को वर्गीकृत करना शुरू कर दिया इस तरह विधिपूर्वक उन्होंने हजारों पेटेंटों के साथ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम किया और अंत में उन्होने समस्याओं को हल करने के लिए एक एल्गोरिथ्म एक फार्मूला खोज ही लिया जिससे वह खुश थे और उन्होंने कहा कि पूरे देश को इस बारे में जानना चाहिए सभी स्कूलों को इस बारे में बताया जाना चाहिए जिससे वे इस पद्धति पर अमल करना शुरू कर सके तो उन्होने इस बारे मे तत्कालीन राष्ट्रपति को एक बड़ा लंबा पत्र लिखा जैसा की इस कहानी के बारे मे इंटरनेट पर भी काफी बातें मौजूद है मैं उसी का ज़िक्र अब आगे कर रहा हूँ कि उन्होंने उस समय यूएसएसआर के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन को एक पत्र लिखा था और उन्होंने कहा कि हम इस सूत्र की खोज से हमारी मातृभूमि को और अधिक ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं लेकिन जोसेफ स्टालिन से उन्हे वापस कोई जवाब नहीं मिला शायद इसलिए की वह राज्य के प्रमुख थे और एक व्यस्त आदमी थे वह अपने पास आने वाले हर पत्र का जवाब तो नहीं दे सकते थे लगभग एक साल बाद अल्त्शुलर को अपना जवाब मिला आधी रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा की क्या वह अल्त्शुलर है अल्त्शुलर ने नींद मे दरवाज़ा खोला और कहा हां मैं हूं और उनके इतना कहने पर दरवाज़े पे आए व्यक्तियों ने कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाता हैं अल्त्शुलर ने पूछा क्या मैं गिरफ़्त में हूँ लेकिन क्यों तब उन्हे जवाब मिला कि आपने यह लंबा पत्र लिखा है तब आप गिरफ़्त में हैं इससे यह पता चलता है कि उन्होंने न केवल इस पद्धति का उपयोग करके मातृभूमि को अधिक ऊँचाइयों तक ले जाने के बारे में लिखा था बल्कि उस समय राज्य में चल रही दुर्व्यवस्थाओं के बारे मे भी लिखा था जो की जोसेफ स्टालिन को न पसंद गुज़रा और यही कारण था जिसकी वजह से अल्त्शुलर साइबेरिया गुलाग जेल पहुँच गए जो जगह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अल्त्शुलर पूरी तरह से संकट ग्रस्त हो गया थे उसकी माँ को यकीन नहीं था की वह जेल से वापस आएँगे क्योंकि जो भी लोग वहाँ गए थे वे कभी नहीं लौटे थे तो उस समय यह बहुत दुखद स्थिति थी लेकिन अल्त्शुलर बेहद प्रेरित थे उन्होने खुद से कहा कि वाह यह मेरे लिए सोचने के लिए एक शानदार जगह है वह दिन भर श्रम करते और वह सब करते जो जेल मे करना होता है लेकिन उनके हिसाब से उनका दिमाग सामान के बारे में आविष्कार के बारे में समस्या को सुलझाने के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र था फिर उन्होंने अपने विचारों को लोगों के साथ जानने और जाँचने की आवश्यकता महसूस की कि कैसे अन्य डोमेन जैसे गणित और जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में समस्याओं के हल के लिए सूत्र है लेकिन समस्याओं के हल का कोई सूत्र नहीं उन्हे लगा की जो वह अन्य लोगों के साथ जानना और जाँचना चाहते थे वह एक जेल मे रह कर संभव नहीं है लेकिन वह गलत थे जेल मे उनकी मुलाक़ात अन्य लोग से हुई जो जीवविज्ञानी रसायनज्ञ भौतिक विज्ञानी थे ये सभी लोग अपने कुछ राजनीतिक कार्य की वजह से जेल में कैद थे तो अल्त्शुलर ने उनसे मिलकर अपनी बातों की जांच की और उनके हिसाब से यह वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहा था वह उन लोगों से मिलते और पूछते की क्या यह सिद्धांत आपके डोमेन के लिए कोई मायने रखता है और फिर उन लोगों के दिये गए सुझाव से अल्त्शुलर अपने सिद्धांत को संशोधित करते और ऐसा ही उन्होने जेल मे रह कर अपने खाली समय मे लगातार पाँच वर्षो तक किया और जब पाँच साल बाद जोसेफ स्टालिन का निधन हो गया और वहाँ की सरकार ने जोसेफ स्टालिन शासन के दौरान कैद किए गए राजनीतिक कैदियों को रिहा करना शुरू किया तो उसमे अल्त्शुलर भी थे अल्त्शुलर रिहा होकर बाहरी दुनिया में आने से खुश थे अब वह पूरी तरह से प्रेरित थे कि वह बाहरी दुनिया मे जाकर यह जांच कर सकेंगे कि उनके सिद्धांत पूर्ण हैं की नहीं और इसके लिए उन्होने एक के बाद एक केस स्टडी तैयार करनी शुरू कर दी तो इस तस्वीर मे जिन्हे आप देख रहे हैं यही है जेनरिच अल्त्शुलर उनका विचार था की समस्या को हल करना वास्तव में एक सूत्र के तौर पर हो सकता है इसके लिए उन्होंने इसे वास्तविक जीवन में विभिन्न मामलों के अध्ययन के लिए केस स्टडी द्वारा हल करना शुरू कर दिया उन्होंने समस्या निवारण का एक एल्गोरिथ्म विकसित किया जिसे उन्होंने ARIZ नाम दिया ARIZ रूसी भाषा मे आविष्कारशील समस्या को हल करने के एल्गोरिथ्म को कहा जाता है उन्होंने कई मामलों मे इसका अध्ययन करने के बाद धीरे धीरे इसके विभिन्न संस्करण को जारी करना शुरू कर दिया लेकिन अपने सुझाए गए एल्गोरिथ्म मे छोटे छोटे बदलाव करने में भी अल्त्शुलर को कई साल लग गए उन्ही के शब्दों मे कहे तो उनका मानना था की यह एल्गोरिथ्म अपने आप में बेहतर काम करती है उनका कहना था की वह ऐसा इसलिए दावा कर सकते हैं क्योंकि उन्होने इसे कई सारे मामलों के अध्ययन पर आज़माया है उनके अनुसार यह एल्गोरिथ्म हमे आविष्कार मे एक बड़ी सहायता प्रदान कर सकती है उनका कहना था की यह एक सीढ़ी की तरह हो सकती है जो आपका मार्गदर्शन करेगी जो आपको वास्तव में किसी निश्चित मार्ग की ओर ले जा सकती हैं और इसी दिशा मे अल्त्शुलर आगे काम करने लगे आपको यह स्लाइड पर जो लिखा दिख रहा है यह रूसी भाषा में है मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं इसे ठीक से पढ़ पाऊँ तो यह यानि आविष्कारशील समस्या को सुलझाने के सिद्धांत के रूप में भी पुकारा लेकिन आविष्कारक समस्या को हल करने के लिए एक शक्तिशाली विधि के लिए TIPS नाम लोगों को कुछ ज्यादा जँचा नहीं तो इसे अभी भी TRIZ नाम से ही जाना जाता है आप इंटरनेट पर इस विधि के बारे में बहुत सारे साहित्य पा सकते हैं आपके लिए मैंने भी संदर्भ सूची में कुछ संदर्भ प्रदान किए हैं तो यही वह सिद्धांत है जिसे अल्त्शुलर ने उत्पन्न किया और अब दुनिया भर के लोग जिनमें अल्त्शुलर के विद्यार्थी भी शामिल हैं इस संदेश को फैला कर वास्तव में कई उद्योगों को सहायता कर रहे हैं तथा आविष्कारकों के काम को थोड़ा आसान बना रहे है एक विधि के रूप में TRIZ का उपयोग कर नए विचार उत्पन्न करना भी काफी आसान बन गया है तो मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ क्योंकि TRIZ के रूप मे अब आपके पास समस्या को हल करने का एक प्रभावी तरीका है और अब आपको किसी कारगर विधि को बनाने से पहले सभी प्रकार के वेरिएंट को आज़माने की ज़रूरत नहीं है इसीलिए मैं आपको इस विधि से परिचित करवा रहा हूँ अल्त्शुलर ने रूसी भाषा मे बहुत सी किताबें लिखी जिन मे से कुछ का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया उनमे से मेरी पसंदीदा किताब इनोवेशन अल्गोरिथम और थ्योरी है इस किताब मे बहुत से उदाहरण है जैसे कि कैसे नवाचार करना है विशेष रूप से तथा व्यवस्थित रूप से कैसे आविष्कार करना है यह किताब तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी है क्योंकि अल्त्शुलर खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर थे किताबों मे जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वे सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं लेकिन हमने पाया है कि यह सभी विषयों पर लागू हो सकते है उन तरीकों में से एक बहुत शक्तिशाली तरीका है जिसका नाम है इन्विन्टिव प्रिन्सपल जिसे आप अपने संघर्ष का विश्लेषण करने के बाद जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं उपयोग कर सकते हैं इन्विन्टिव प्रिन्सपल का उपयोग समझाने के लिए जैसे कि मैं आपसे कुछ तरीकों कुछ प्रकार के समाधानों के बारे में बात कर रहा था जहां ये क्रिस्टलाइज़ किए गए थे तो अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूँगा उन बातों के बारे मे और आप इसे अपनी समस्या पर लागू कर सकते हैं विचार उत्पन्न कर सकते हैं जिससे वास्तव मे आपका संघर्ष हल हो जाएगा जैसा की हमने पहले भी जाना संघर्ष दो मनुष्यों के बीच या एक मानव और किसी चीज़ के बीच हो सकता है जिसे पहचान कर हम उस संघर्ष को हल करने की कोशिश करते हैं और ऐसा ही अल्त्शुलर का भी मानना था एक एल्गोरिथ्म कुछ इस तरह होता है जिसमे बहुत सारे स्टेप्स होते है बिलकुल एक फॉर्म की तरह जिसमे आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं अंतर के तौर पर आपको यहाँ बस लगातार सोचते रहने की आवश्यकता है सोच को किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापित यानि रिप्लेस नहीं किया जा सकता है सोचना मानव जीवन का अभिन्न अंग है अक्सर मेरे छात्र मुझसे यह सवाल करते हैं की क्या मुझे अपनी सोच को कमतर करना चाहिए और बस सुनी बात का पालन करना चाहिए या फिर मुझे ऐसे ही सोचते रहना चाहिए और मेरा उनसे यह कहना होता है की नहीं आपको सोचना जारी रखना होगा आपको खोज करना जारी रखना होगा समस्या को हल करना ही आविष्कारक का काम है जिसके लिए आपकी सोच ही आपका मार्गदर्शन करेगी आप चिंता न करें मैं आपको सीधे एक दिशा मे चलने को नहीं कह रहा हूं और ना ही यह कि अगर आप फँस गए हैं और आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो सोचने का यह एकमात्र तरीका है जैसे एक लेखक के लिए एक लेखक ब्लॉक है वैसे ही यह एक आविष्कारक ब्लॉक है यदि आप उस तक पहुंच गए हैं तो यह विधि आपकी मदद करेगी मैं बस आपको यही बता रहा हूं तो अब जो आप स्लाइड पर देख रहे हैं यह पुस्तक का एक स्नैपशॉट है मैंने आपको इन्विन्टिव प्रिन्सपल कारखाने मे समय पर उपलब्ध करा दिये जाते हैं न पहले न बाद मे बल्कि ठीक ज़रूरत के समय पर तो यह preliminary action या प्रारंभिक कार्रवाई की अभिव्यक्तियों में से एक उदाहरण है तो यह संख्या दस मानक समाधान आपकी समस्याओं को हल करने मे आपकी मदद करेंगे इस कोर्स में हम इस पर गहराई से चर्चा नहीं करेंगे मैं आपको बस दो और उदाहरण दूँगा फिर हम इसके समाधान वाले हिस्से पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगला सिद्धांत है जिसका नाम है बिफोरहैंड कुशनिंग जिसका उदाहरण है एक बैकअप पैराशूट इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की अपेक्षाकृत कम विश्वसनीयता से क्षति पूर्ति के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए यह मेरा पसंदीदा सिद्धांत है सिद्धांत संख्या तेहरा जिसको other way round नाम से जाना जाता है और यहां हम किसी समस्या को हल करने के लिए विपरीत दिशा मे काम करते हैं other way round सिद्धांत के उदाहरण के तौर पर एक ट्रेडमिल को लिया जा सकता है जिसमे चल भागों को स्थायी और स्थायी भागों को चलने योग्य बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण मौजूद है ट्रेडमिल पर जॉगर एक जगह पर रहता है जबकि पट्टी के तौर पर रास्ता चलता है आम तौर पर सड़क या जॉगइंग ट्रैक पर एक जॉगर चलता है और पथ स्थिर रहता है ट्रेडमिल में यह विपरीत होता है इसी तरह किसी कार्य को करने के कई तरीके होते हैं other way round सिद्धांत मे जब हम संघर्ष की स्थिति को पहचान लेते हैं तो हमारी कोशिश होती है की क्या हम परिस्थितियों को फ्लिप कर सकते हैं क्या हम जो भी स्थिर है उसे चल स्थिति मे फ्लिप कर सकते हैं और क्या इसका विपरीत भी कर सकते हैं इस तरह के सवालों के जवाब आपको ढूँढते रहने होंगे विचारों को उत्पन्न करते रहने के लिए तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जिन्हें हमने पिछली बार भी देखा था यह मेरी पहली समस्या थी जो मैंने आपको प्रस्तावित की थी मैंने आपसे इसके बारे में सोचने को कहा था आपको याद है तो मैं आपके लिए इस समस्या को यहाँ दोहराऊंगा इस तस्वीर मे हम देख रहे हैं की यहाँ एक विचलित बच्चा है जो कक्षा मे ध्यान पूर्वक शिक्षिका की बात नहीं सुन रहा है मेरा मतलब है कि वह उन सब बच्चों में से सिर्फ अकेला ऐसा नहीं है उनमें से बहुत से हैं लेकिन यह लड़का स्पष्ट रूप से विचलित नज़र आ रहा है वह कुछ और देख रहा है और वह इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि शिक्षिका क्या कह रहीं है मुझे यकीन है कि कक्षा उन लोगों से भरी हुई है जिनके सीखने की दर मे असमानता है तो यही वो समस्या है जो मैंने आपको बताई थी तो अब आपको इस समस्या का फाइव व्हयस में जा सकते हैं इसमे मैं आपकी मदद करुंगा जिसके लिए मैं आपको यहाँ कुछ उत्तर देने जा रहा हूँ तो आइए ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देते है की यहाँ शिक्षिका तो पढ़ा रहीं है पर यह बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आइए हम जानते हैं कि वह बच्चा विचलित क्यों है वह बच्चा विचलित है क्योंकि वह धीमी गति से सीख रहा है और शिक्षिका कक्षा मे आगे निकाल गयी हैं शिक्षिका जो कक्षा मे कह रहीं है उसके साथ वह बच्चा तालमेल नहीं रख पा रहा है तो जैसा की हम तस्वीर मे देख पा रहे हैं बच्चा विचलित है क्योंकि वह शिक्षिका से तालमेल नहीं बना पा रहा है जिसका कारण यह है की शिक्षिका बहुत तेजी से पढ़ा रही है लेकिन वह तेजी से क्यों पढ़ा रही है इसका कारण है की शिक्षिका के पास कवर करने के लिए बहुत सिलेबस बाकी हैं और बाकी सिलेबस को कवर करने के लिए ही शिक्षिका कक्षा मे तेजी से पढ़ा रही है और चूंकि बच्चा शिक्षिका से तालमेल नहीं रख पा रहा है इसलिए बच्चा विचलित है तो अब सवाल है की शिक्षिका के पास कवर करने के लिए बहुत सारा सिलेबस क्यों हैं इसका जवाब यह है की एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका के तौर पर उसको यह ज़िम्मेदारी दी गयी है तो यहाँ शिक्षिका एक सरकारी पाठ्यक्रम का पालन कर रहीं है जो की पहले से ही निश्चित है सरल शब्दों मे कहे तो यहाँ स्थिति एक विचलित छात्र और एक शिक्षिका के बीच संघर्ष की है जहां शिक्षिका बहुत तेज़ी से पढ़ा रही है और शिक्षिका तेज़ी से क्यों पढ़ा रही है क्योंकि शिक्षिका को सिलेबस मे कवर करने के लिए बहुत से हिस्से बाकी हैं तो आइये अब हम इसे प्लॉट के संदर्भ में एक बार फिर से देखते हैं जैसा की यदि आपको याद हो कि हमने पिछली बार फाइव व्हयस विश्लेषण हमारे पास यहाँ है वह है शिक्षण की गति है क्षमा करें यह गति है ठीक है तो यदि अब हम इस प्लॉट को देखेंगे तो एक तरफ हमारे पास उच्च शिक्षण प्रतिधारण यानि high learning retention है और दूसरी तरफ शिक्षण की गति यानि pace of teaching है और इन्हे ही हम ट्रैक कर रहे हैं तो एक तरफ हमारे पास शिक्षण की कम गति है जिसका अर्थ है कि शिक्षिका बहुत धीमी गति से पढ़ा रही है दूसरी तरफ वह बहुत तेज चल रही है यानि शिक्षिका तेज़ गति से पढ़ा रही हैं तो शिक्षिका के लिए यही हमारे चर यानि वेरियबल है शिक्षिका के दृष्टिकोण से उसका परिवर्तनशील होना एक बात है जो कि वह बच्चे की दिलचस्पी को बनाए रखने के लिए अपनाती है और बच्चे को यानि छात्र को प्रेरित रखने की कोशिश करती है छात्र का प्रतिधारण यानि retention बेहद ज़रूरी है जिसे हम चर के रूप मे ट्रैक कर रहे हैं अगर आपको पिछली कक्षा की बात याद है तो वहाँ हमे एक सीधी रेखा प्राप्त हुई थी और हमने वहाँ चीजों को सरल रखने की कोशिश की थी यदि शिक्षक के तौर पर मैं तेजी से पढ़ाता हूं तो मैं छात्रों के प्रतिधारण पर चूक जाता हूँ बच्चे छात्र के रूप मे शायद पूरी तरह से पढ़ाई से तालमेल नहीं बैठा पाएंगे और इसलिए वह विचलित हो जाएँगे लेकिन अगर मैं धीमा जाना चुनता हूं तो मेरे पास एक उच्च प्रतिधारण होगा हालाँकि मैं जो खो रहा हूँ वही यहाँ हमारा संघर्ष है कि अगर मैं शिक्षक हूँ तो मैं अपने पाठ्यक्रम को कवर नहीं कर पाऊँगा तो यह शिक्षक नियंत्रित कर सकता है कि क्या मैं तेजी से जाना चाहता हूँ या मैं धीमी गति से जाना चाहता हूँ अगर हम बहुत धीमी गति से जाते हैं तो जो पैरामीटर हम खो रहे हैं वह है पाठ्यक्रम की सीमा यानि सिलेबस कवरेज की सीमा तो यहाँ हम धीमे पढ़ाने से पाठ्यक्रम पूरा करने से वंचित रह जाएँगे और यदि हम तेजी से जाते हैं और तेज़ी से पढ़ाते है तो पाठ्यक्रम तो कवर हो जाएगा लेकिन हम अपने प्राथमिक ग्राहक जो की हमारा छात्र है उसे खो देंगे तो इसे मैंने जिस तरह प्रस्तुत किया है कि यह एक संघर्ष की तरह नज़र आने लगा है अब आपको हितों के टकराव के बारे मे तो याद ही होगा यहाँ संघर्ष शिक्षक और छात्र के बीच है जो हम x और y के तौर पर देख रहे हैं अब हम यहाँ संघर्ष को देखेंगे इसके लिए हम यहाँ शिक्षक और पाठ्यक्रम लिख देते हैं मेरी खराब लिखावट के लिए मुझे क्षमा करें यहाँ मैं एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूँ और यही हमारी समस्या हैं यहाँ जो हम बदल सकते हैं वह है शिक्षण की गति है तो यह शिक्षण की गति है जिसे मैं तेजी से या बहुत तेज़ी से ले जा सकता हूं या फिर मैं धीमी गति से भी ले जाने के लिए चुन सकता हूं तो ये दो परिस्थितियाँ हैं धीमी गति और तेज गति और फिर धीमे और तेज चलने के परिणामस्वरूप क्या होता है तो जैसा ही हमने पहले भी दर्शाया है कि जब मैं तेजी से पढ़ाने जाता हूं तो मैं छात्रों का प्रतिधारण खो देता हूँ इसलिए छात्र प्रतिधारण कम हो जाएगा मैं इसे यहाँ संक्षिप्त कर देता हूँ अवधारण कम हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ एक डाउन एरो बना दिया है जो की धीमी गति को इंगित कर रहा है जब मैं बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा हूं तो जो मुझे हासिल होगा वह होगा पाठ्यक्रम का पूर्ण होना जिससे मैं प्रशासन की नजर में अच्छा साबित हो जाऊंगा क्योंकि मैंने पाठ्यक्रम को समय पर कवर कर दिया है लेकिन अगर मैं छात्र के समझने की क्षमता के हिसाब से धीमे धीमे आगे बढ़ता हूं तो छात्र वास्तव में मुझे पसंद करेंगे क्योंकि मैं उनके सीखने की गति के साथ तालमेल बैठा रहा हूं और इससे निश्चित रूप से छात्र प्रतिधारण भी उच्च स्तर पर होगा परन्तु मैं जो खो रहा हूं वह है पाठ्यक्रम जो पूर्ण नहीं हो पाएगा जिसको पूरा करने की मुझ पे ज़िम्मेदारी है डिज़ाइन थिंकर के तौर पर हमे दोनों चीज़ की ज़रूरत है यानि हमे पूरा कवर किया गया सिलेबस भी चाहिए और छात्र की प्रतिधारण भी उच्च स्तर पर होनी चाहिए यही हमारा वांछित परिणाम है ठीक है तो मैं इसे यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बेहतर तरीके से लिख रहा हूं जो अब तक हमने अपनी शिक्षक छात्र समस्या के विश्लेषण के संबंध जाना यह संघर्ष छात्र और शिक्षक के बीच हितों के टकराव का है तो मैं अब इस समस्या को कैसे हल करुंगा मैं तेज होना चाहता हूं ताकि मैं अपने पाठ्यक्रम को कवर कर सकूं लेकिन मुझे धीमा रहना होगा ताकि छात्र पढ़ाए जाने वाली बातों का प्रतिधारण कर सके अब अगर मैं आपको कुछ पल दूँ सोचने के लिए कि मेरे द्वारा बताए गए सिद्धांतों में से एक सिद्धांत other way round को आप यहाँ कैसे लागू करेंगे निश्चित रूप से आप अपने खुद के विचारों का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं बस यहां आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं हम उसका उपयोग कर के देख रहे हैं जो हमने अभी कुछ मिनट पहले सीखा है कि हम अपने छात्र के प्रतिधारण को बनाए रखने में कैसे उसकी मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ हम कैसे अपने शिक्षक को भी तेज़ गति से पढ़ाने में मदद कर सकते हैं ताकि वह अपना पाठ्यक्रम पूरा कर पाये तो यह हितों का टकराव ही है और अब मैं आपसे चाहूँगा की आप यहाँ other way round आइडिया को लागू करके देखे कि आप इसे कैसे हल कर सकते हैं यदि आप चाहें तो यहां एक पल के लिए आप वीडियो को रोक सकते हैं क्या कोई विचार आपके मन मे आ रहा है तो जो सबसे आम विचार मैं अपने छात्रों से आमतौर पर सुनता हूं वह यह है की छात्र को शिक्षक का रोल दे देते हैं और शिक्षक को छात्र की भूमिका निभानी होगी जिसमे शिक्षक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा छात्रों को देते है और कहते हैं कि आप लोग इस हिस्से को तैयार करें और मुझे बताएं कि आपने क्या सीखा है और कक्षा मे आपको इसे दूसरों को प्रस्तुत करना और सिखाना होगा यह कुछ विषयों में एक सामान्य अभ्यास है जो कुछ बहादुर शिक्षक क्रियान्वित करते हैं तो इस तरह से यह एक रोल रिवेर्सल बेशक कई अन्य विचार हैं जो आपके सामने आ सकते हैं उदाहरण के लिए तैयारी संबंधी या पूर्व कार्रवाई के तौर पर आप छात्रों से पहले से तैयार होने के लिए कह सकते हैं या फिर अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए आप उन्हे अपने पास बुला सकते हैं या आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उन्हें घर पर देखने को कह सकते हैं जैसे कि आपने कई लोकप्रिय प्लेटफार्मों में देखा भी होगा ऐसे मे छात्र रिकॉर्डिंग को धीमी गति से तथा रिर्वस जा कर देख सकते हैं कि आपने कुछ मिनट पहले क्या बोला था यह भी रिवेर्सल का एक उदाहरण है मैं एक माध्यम से आपके घर आता हूं इसके बजाए की आप मेरी कक्षा मे आए और मुझे सुने जो कुछ भी और जिस भी गति से मैं आपको सिखाता हूँ तो यह भी reversal जैसा ही है तो इस समस्या को हल करने के कई तरीके हैं यह सिर्फ आपको सोचने के लिए ट्रिगर करने के लिए है कि जिन तरीकों के बारे में मैंने बात की आप उन तरीकों को कैसे लागू करेंगे बिलकुल इसी तरह से आप इस विमान के तीव्र गति से चलने के कारण बहुत सारे धुंए के उड़ने की स्थिति का विश्लेषण भी कर सकते हैं जहां संघर्ष वास्तव में टायर और हवाई पट्टी यानि रनवे के बीच है यहाँ धुएँ के गुबार को आप देख सकते हैं जो की टायर वेयर की वजह से है जब हवाई जहाज के टायर हवाई पट्टी की सतह से टकराते हैं तो ऐसा होता है जिसे आप वास्तव में reverse once सिद्धांत लगा कर हल कर सकते हैं यहाँ समस्या यह है कि यहाँ जहाज की गति बहुत तेज है यही संघर्ष है यहाँ आप चाहते हैं कि पहिये धीमी गति से चले ताकि टायर वेयर न हो लेकिन दूसरी तरफ गति का तेज़ होना भी आवश्यक है वरना जहाज के लैंड होने पर aerodynamic stall की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो एक तरफ आपको जहाज़ को तेज़ गति मे रखने की जरूरत है ताकि यह लैंड हो सके और दूसरी तरफ आपको इसे धीमा करने की जरूरत है ताकि टायर वेयर न हो आपको इसे reverse once सिद्धांत से करना है मेरे कुछ छात्रों के विचार से रनवे की पूरी जगह को पुराने टायरों से रबराइज कर दिया जाए फिर एक कन्वेयर बेल्ट लगाकर जो कि विमान की ही गति पर चले हम इस समस्या का हल खोज सकते हैं मैंने भी कहीं एक बार ऐसे ही समाधान को पढ़ा था जिसमे other way round सिद्धांत का उपयोग करके हम जहाज के टायर को जहाज की गति से घुमाकर जमीन और पहियों के बीच की सापेक्ष गति शून्य कर सकते है जिससे लैंडिंग स्थिर प्रतीत होगी तो जहाज के पहिये वास्तव में शून्य से दो सौ किलोमीटर या जिस भी गति से जहाज लैंड कर रहा हो या उड़ान भर रहा हो नहीं जाएँगे बल्कि पहियों के पहले से ही घूमते रहने के कारण टायर वेयर न्यूनतम होगा तो यह other way round सिद्धांत का उपयोग करके एक समाधान हो सकता है हमारी तीसरी समस्या जिसे हमने पिछली बार भी देखा था और विश्लेषण करने की कोशिश की थी वह यह थी कि चॉकलेट को जब हम एक गर्म स्थान पर ले जाते हैं तो यह जल्द पिघलने लगती है यही हमारी मुख्य समस्या थी तो हमको चाहिए कि चॉकलेट जब ग्राहक को मिले तो वो ठोस अवस्था मे हो ना की पिघली हुई अवस्था मे साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि इसे गर्म स्थानों पर भी आसानी से ले जाया जा सके तो यहाँ संघर्ष पर्यावरण और चॉकलेट के बीच है तो इस समस्या मे other way round सॉल्यूशन को लागू किया जा सकता है तो क्या हम पर्यावरण को एयर कंडीशनिंग से गर्म या ठंडा करने के बजाय कोई कम लागत के तरीकों के बारे में सोच सकते हैं हम चॉकलेट को शिपमेंट से पहले अल्ट्रा लो तापमान पर ठंडा कर सकते है और फिर इसके चारों ओर वैक्यूम बना कर इसे तापमान के परिवर्तन से बचा कर शिपिंग कर सकते हैं जहां अपने गंतव्य स्थान पर हमको ठंडी चॉकलेट उपलब्ध हो जाएगी तो इसमे हमने other way round सिद्धांत का इस्तेमाल किया है जहां हमने चॉकलेट को गर्म होने से बचाने के बजाए इसे अत्यधिक ठंडा करने पर ध्यान दिया जोकि एक पूर्व क्रिया है क्षमा करें इसे आपने पहले किया जिससे आप की समस्या हल हो गई ऐसी समस्या को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं हमने ये विचार हर्षे कंपनी को प्रस्तुत नहीं किए हैं यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पर संभवतः हर्षे को पहले ही इन समाधानो पता है कि इस समस्या को कैसे हल करना है तो जैसा की मैंने पिछली बार भी कहा था कि यह एक खुली नवाचार समस्या थी जो हमें मिली और हमने हल करने की कोशिश की इससे पहले कि आप गंभीर समस्याओं पर काम शुरू करे आप अपने आस पास की भी सभी समस्याओं को देख सकते हैं मल्टी व्हयस को लागू कर सकते हैं हितों के टकराव को लागू कर सकते हैं और इन सिद्धांतों में से एक को इस्तेमाल कर के अभ्यास कर सकते हैं की यह कैसे काम करता है तो सॉल्व स्टेज के इस मॉड्यूल मे बस इतना ही तो अब मैं चाहूंगा कि आप दुनिया में बाहर जाएं और इन तरीकों को उन उदाहरणों के साथ आज़माए जो हमने इस पाठ्यक्रम के इस भाग में सुझाए हैं ताकि आप वास्तव में अधिक अभ्यास कर सकें यह बिलकुल ड्राइविंग तैराकी या किसी नए कौशल को सीखने जैसा ही है यह भी कई बार कोशिश करने के बारे में है और फिर आप इन तरीकों मे महारत हासिल कर लेंगे आपको इन तरीकों को आजमाने के लिए शुभकामनाएँ नमस्कार